मैंने अपनी बॉडी पर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को अप्लाई करके आपको इसका प्रदर्शन बताया I मैंने जब हॉट साइड को थोडा रब किया था तो थोड़ी सी ज्यादा हीट प्राप्त हो रही थी I जब हमने इसे मेजर किया तो थोड़े से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त हुए थे I तो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है की एम्बिएंट तथा बॉडी हीट के तापमान में यदि कोई अंतर है तो आपको एक अच्छा पॉवर आउटपुट मिलता है I इसकी तुलना फोटो वोल्टेइक इफ़ेक्ट सिस्टम से किस प्रकार की जा सकती है

यह सभी के लिए सोच का विषय है I यह प्रश्न सभी का है कि कितनी पॉवर हमें यहाँ मिलती है इस पॉवर से क्या किया जा सकता है तो मेरे को लगता है कि आपके दिमाग में भी यही प्रश्न होगा I अच्छा है तो अब आप क्या कर सकते हैं तो अब आपको इस थर्मिस्टर को बिना किसी बैटरी आदि के इसी से डायरेक्टली ड्राइव करना पड़ेगा I इस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मूल रूप से यह पॉवर को कंडीशन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक है I तो यह पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स है मैं इसे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स कहूँगा I यह पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको स्टेबल आउटपुट वोल्टेज देता है I इसके बाद आप अब आगे क्या कर सकते हैं

मैं इस चित्र पर वापिस आता हूँ I हमने इसे इस ITC3109 के साथ शुरू किया था I इस ख़रीदे गए TEG के बारे में हम बात कर चुके हैं I हम इस पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ITC3109 के बारे में बता रहे थे I यह एक 1100 ट्रांसफार्मर है जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं I हमने यह भी बताया था कि सोर्स रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए फिर हमने एक माइक्रोकंट्रोलर के बारे में भी बात की I वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि यह देखो हमारे पास एक बॉडी सेंसर है ठीक बॉडी की हीट को हार्वेस्ट करने वाला सेंसर I मैंने इसे यहाँ लिखा है वहीँ जहाँ मैंने यह लिखा था कि इसका उपयोग बॉडी सेंसर में होता है I ठीक तो यह एक बॉडी सेंसर पॉवर एप्लीकेशन है I यह एक बहुत बढ़िया एनर्जी हार्वेस्टर है I ठीक है तो इसके लिए उपयुक्त पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होना चाहिए

हाँ लगातार लगातार पॉवर मिलेगी I लेकिन मेरे को नही लगता कि आपको पॉवर लगातार मिलती रहेगी I टेम्परेचर डिफरेंस को बहुत देर तक बरक़रार रखने कि स्थिति में आपको निश्चित रूप से लगातार पॉवर मिलेगी लेकिन ऐसा कर पाना थोडा सा मुश्किल होता है I इसके अलावा आपको और भी कई बातों का जबाब देना है जैसे कि आपने इस TEG को ही यहाँ क्यों चुना मैं आपको बता दूँ कि डाटा शीट में भी यही बताया गया है कि यह बॉडी की हीट को हार्वेस्ट करने के लिए ही है तथा बॉडी सेंसर के लिए है इसीलिए नहीं तो मैं इसकी जगह कोई दूसरा वेंडर भी चुन सकता था और हो सकता है कि उन वेंडर से लेने पर भी यही प्रोडक्ट आता I तो इस प्रकार का प्रश्न वाजिब है I इसका चुनाव वास्तव में दी गयी एप्लीकेशन की एवरेज पॉवर पर निर्भर करता है I यह प्रश्न dT से सम्बंधित है I प्रश्न dT तथा एप्लीकेशन की एवरेज पॉवर के बारे में है I तो dT और एवरेज पॉवर इन दो पैरामीटर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है I दोबारा मैन्युफैक्चरर ने इनके लिए भी कुछ अच्छे नंबर्स की सलाह दी है I मैं यहाँ TEG के साथ काम करते हुए अपने अनुभव से सम्बंधित किसी कल्पना पर न जाकर मात्र मैन्युफैक्चरर द्वारा कही गयी बातों पर ही ज्यादा विश्वास करूँगा I ऐसा इसीलिए है क्यूंकि मैंने बहुत TEGs देखे हैं और मेरा अनुभव यही है कि आपको डेटा शीट देखकर उसका अध्ययन करके अपने डिजाईन का प्लान करना चाहिए I मैन्युफैक्चरर यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि आपको इस TEG के 1cm स्क्वायर के एरिया से प्रति डिग्री केल्विन के लिए 90 माइक्रो वाट आउटपुट पॉवर मिल रहा है I इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एक अच्छा हीट सिंक का उपयोग किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है I लेकिन उपयोग करने लायक क्या है ये यह बताता है कि TEG के साथ आपको इतनी आउटपुट पॉवर मिलेगी लेकिन इसके साथ ITC3109 कंडीशनिंग 1100 ट्रांसफार्मर आदि उपयोग करते हैं तो अब आउटपुट वोल्टेज Vout महत्वपूर्ण हो जाता है I आपको आउटपुट पर कितना आउटपुट वोल्टेज Vout और कितना आउटपुट करेंट Iout प्राप्त होगा

तो इसे आप डाटा शीट में देख सकते हैं I यदि डाटा शीट में देखें तो वह कहते हैं कि 30 मिली वोल्ट 50 मिली वोल्ट मैं आपको 50 मिली वोल्ट दे सकता हूं I मेरे पास ऐसा सर्किट है जिसमें 50 मिली वोल्ट इनपुट देने पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके आप 33 वोल्ट आउटपुट में प्राप्त कर सकते हैं या आप 200 मिली वोल्ट या 100 मिलिवोल्ट दे सकते हैं और इसी तरह से सबसे पहली चीज जिस पर कोई तर्क किया जा सकता है वह है सोर्स रजिस्टेंस I यह सोर्स रजिस्टेंस कुछ 100 ओम्स 200 या 300 ओम्स होना चाहिए I यह बहुत साफ है I सबसे पहली बात मैं यह कहूँगा कि आप इस सोर्स रजिस्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए I क्यों मैं क्यों इस बात पर जोर डाल रहा हूं

यह सिमुलेशन टूल है I ठीक प्रत्येक वेंडर का अपना एक सिमुलेशन टूल होता है I आपको इसे देखना चाहिए यदि आप किसी वेंडर a से कोई कॉम्पोनेंट खरीदते हैं तो वेंडर a के टूल को भी देखिए जो कि वहां अवश्य होगा I वास्तव में BQ के पास भी उसकी अपनी BQ चिप के लिए सिमुलेशन टूल है I एक बार हमने इन वेंडर्स को देखने में थोड़ा सा टाइम दिया था I लीनियर टेक्नोलॉजीज के पास उनका टूल एलटीस्पाइस है I आप किसी भी दूसरी कंपनी को देखें तो उनके पास उनका टूल होता है I यहां तक की कुछ ऑनलाइन सिमुलेशन टूल भी होते हैं जिसमें जैसे ही हम अपनी वैल्यू उन टूल में फीड करते हैं तो आपको अपने सिस्टम की डिजाइन से संबंधित बहुत सारे पार्ट्स के नंबर तथा आपके सर्किट में लगने वाले आवश्यक कॉम्पोनेंट्स के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है I IoT के सिस्टम को बनाने में सिस्टम की डिजाइन से संबंधित काफी चैलेंज होते हैं I यदि आपको यह पता है कि चीजों को कहां देखना है तथा उन्हें कैसे करना है तो यह सारे चैलेंज बहुत आसान हो जाते हैं I मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं I फिर अंत में आप यह कह सकते हैं कि मेरा इनपुट वोल्टेज यह है और मैं यह सब इस एनवायरनमेंट के द्वारा हार्वेस्ट कर सकता हूं और इस डिफरेंस को मैं मेंटेन कर सकता हूं I इन वैल्यू को फीड करिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप को किस प्रकार के कॉम्पोनेंट की आवश्यकता है I क्या आपको 1100 का उपयोग करने की आवश्यकता है क्या आपको 150 करना चाहिए क्या आपको 120 का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर चाहिए दूसरे कंपोनेंट्स कौन से हैं उदाहरण के लिए इंडक्टर की वैल्यू क्या होना चाहिए

तो इसका उत्तर हां है I लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको TEG का आउटपुट किसी पावर मैनेजमेंट से या बैटरी की चार्जिंग के लिए उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की आईसी से पास करना है I दूसरे शब्दों में आप को बूस्ट कन्वर्टर चिप या ITC3109 बूस्ट कन्वर्टर से आउटपुट वोल्टेज मिलता है तो यह आउटपुट बैटरी चार्जिंग चिप के द्वारा बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए I इस प्रकार आप ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन तथा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन कर पाएंगे I यह आईसी इस चीज का ध्यान रखती है और यह विशेष तौर पर तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर रहे हैं I इसके साथ आपको एक टेंपरेचर सेंसर भी कनेक्ट करना पड़ता है I ठीक है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं की बैटरी चार्ज होते समय बहुत बहुत गर्म हो जाए क्योंकि ऐसा होने से इसमें विस्फोट भी हो सकता है I तो लिथियम एक विस्फोटक है I सुरक्षित चार्जिंग के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तथा सारी संभव सावधानियां रखनी पड़ेगी अर्थात आपको उसकी चार्जिंग के लिए इसे सीधे कनेक्ट नहीं करना चाहिए I यह एक महत्वपूर्ण चीज है दूसरी चीज यह है कि इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है आमतौर पर आप जब TEGs का उपयोग करते हैं तो एफिशिएंसी 20 40 परसेंट के बीच होती है तथा यह सोलर पैनल की उस एफिशिएंसी जैसी नहीं होती है यहां तक की सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी पेपर पर मात्र 26 ही होती है I अधिकतर पैनल आपको इस प्रकार की एफिशिएंसी नहीं देते हैं I मैंने आपको सोलर पैनल के बारे में बताया था कि सारे कन्वर्जन सारे लॉसेस तथा सभी क्लाइमेट एवं वेदर चेंज को भी कंसीडर करने के बाद यह मात्र 10 होती है I मैं आपको इस 10 के संदर्भ में उन नंबर को बताता हूं I TEG वर्ल्ड में लोग यह क्लेम करते हैं कि एफिशिएंसी 20 40 परसेंट होती है लेकिन इसमें लॉसेस सम्मिलित नहीं है I तो आप सिस्टम की वास्तविक एफिशिएंसी को निर्धारित करने से पहले इन सारी चीजों के आधार पर स्वयं में ही निर्णय कीजिए I अब एक दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं इसके लिए मैं इसे साफ करता हूं I इसके बाद फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इस प्रकार के एनर्जी हार्वेस्टर की क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं मेरे साथ मेरी कलीग माधुरी हैं I यहां हम वास्तव में एक दूसरे प्रकार के हार्वेस्टर का प्रदर्शन करेंगे I वास्तव में वह क्या कर रही है

यह क्या है यह क्या है क्या यह वास्तविक है आप इस प्रकार से प्राप्त ए सी वेवफॉर्म से क्या करते हैं जाहिर है आपको इस पुश बटन स्विच के आसपास एक छोटा सा सर्किट बनाना पड़ेगा तो चलो इस सर्किट को भी डेवेलप करते हैं तथा देखते हैं कि इस प्रकार के हार्वेस्टर के आउटपुट पर वास्तव में क्या होता है I आपको अब क्या करना रहेगा

मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 120 माइक्रो जूल एनर्जी प्राप्त होती है I आप अधिकतम 120 माइक्रो जूल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं I स्लाइड में समय 5244 देखें आप इस माइक्रो जूल एनर्जी से क्या कर सकते हैं आपको जाकर आश्चर्य होगा कि आप इससे बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं I सबसे पहली चीज जिसे आप कर सकते हैं वह यह है कि आप इसकी सहायता से माइक्रोकंट्रोलर को बूट कर सकते हैं I आप ADC में ADC पोर्ट पर सेंस कर सकते हैं तथा आप एक BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी डाटा पैकेट को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं I यह सब वह चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं Iठीक यह पहले से ही बहुत अच्छा है Iमाना कि आप एक ऑन या ऑफ सेंस करना चाहते हैं या एक स्विच की पोजीशन को सेंस करना चाहते हैं तो यह सब इस छोटे से हार्वेस्टर के द्वारा किया जा सकता है I अब अगला प्रश्न यह है कि यहां डीसी आउटपुट कैसा दिखता है